तो कार्बनिक ट्यूटोरियल में वापस स्वागत है यह आपके लिए अंतिम ट्यूटोरियल है इसलिए आज हम कुछ दिलचस्प समस्याओं को देखते हैं जो पिछले सप्ताह से संबंधित हैं तो चलो शुरू करते है पहली प्रॉब्लम यह है कि निम्नलिखित रिएक्शन का प्रमुख उत्पाद क्या हैं तो आपके पास एक अल्कोहल है जो टोसाइलक्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ इस प्रश्न के दो भाग हैं पहले भाग में आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस बारे मैं है यानी कि अल्कोहल इस सल्फोनील क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है बस आप सभी को याद दिला दें कि सल्फोनील क्लोराइड कुछ नहीं लेकिन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl है और R ग्रुप कोई भी हो सकता है और यहां R ग्रुप पैरा टोल्यूनि है इसका मतलब है कि CH3 तो कृपया याद रखें कि बंध कार्बन और कार्बन के बीच है कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं है लेकिन इसे निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है तो आपके पास S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl है तो यह टोसाइलक्लोराइड है और यह एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने वाला है तो इस सवाल में पहली बात यह है कि अल्कोहल एक सल्फोनील क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है तो सल्फोनील क्लोराइड के साथ अल्कोहल की सामान्य रिएक्शन सिर्फ अणु को फिर से खींचने के लिए होगी आपके पास S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl है और मैं इसे केवल R के रूप में कॉल कर रहा हूं तो एक अल्कोहल निम्नलिखित तरीके से रिएक्शन कर सकता है तो आपके पास अल्कोहल पर 2 लोन पेयर हैं इसलिए यह अटैक कर सकता है और ऊपर जा सकता है वापस आकर क्लोराइड को बाहर निकाल सकता है और इसलिए जो उत्पाद आपको मिलेगा वह होगा R S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O R1 या चलिए इसे R Prime कहते हैं और अब ध्यान रखें कि ऑक्सीजन पर एक सकारात्मक चार्ज है क्योंकि यहाँ पर base का कोई स्रोत नहीं है तो यह संभावना है कि यह और क्लोराइड बनने वाले उत्पादों में से एक हो और अब आप H के पृथक्करण के बारे में सोच सकते हैं यह एक बहुत मजबूत एसिड है तो यह अलग हो रहा है और आपको वह उत्पाद देगा जो R S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O R प्राइम है तो यह वही होगा जो मैं इस रिएक्शन के उत्पाद के रूप में उम्मीद करूंगा अब ये आमतौर पर अच्छे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें आप अलग कर सकते हैं उन्हें क्रिस्टलाइज़ कर सकते हैं उन्हें शुद्ध कर सकते हैं और फिर अगले चरण के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं जो आमतौर पर एक प्रतिस्थापन रिएक्शन है लेकिन इस प्रकार के सल्फोनेट्स कुछ रिएक्शनओं में स्वयं उपयोगी उत्पाद हैं तो अब इस प्रश्न के पहले भाग का हमने लगभग उत्तर दे दिया है जिसमें सल्फोनील क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन आपको एक सल्फोनेट देगी अब इस सवाल का एक और हिस्सा है जो एक स्टीरियो केमिकल पार्ट है तो जब आप एक पैरा टोल्यूनि सल्फोनील क्लोराइड के साथ स्टीरियोकैमिस्ट्री के संदर्भ में इस पर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है इस प्रश्न को संबोधित करने के लिए हम इस रचना में अणु को फ्रीज करेंगे इसलिए एक बार जब आप इस रचना में अणु को फ्रीज कर देते हैं तो हमारे लिए प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाता है तो जैसा कि यहां दिखाया गया है तंत्र के आधार पर हम जानते हैं कि R प्राइम R के इस अणु की absolute stereochemistry नहीं बदलती है क्योंकि यह ऑक्सीजन है जो सल्फोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है इसलिए यदि absolute stereochemistry में परिवर्तन नहीं होता है यदि यह R या S है तो अंतिम उत्पाद की stereochemistry समान रहती है तो यह स्टिरियोकेमिस्ट्री में अवधारण है इसलिए जब हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हों तो इसे ध्यान में रखें तो यह स्टिरियोकेमिस्ट्री में अवधारण है जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर इस कार्यात्मक समूह का विन्यास समान ही होना चाहिए तो अगर हम इस अणु को देखें तो शीर्ष पर एथिल है बाईं ओर मिथाइल दाईं ओर OH और नीचे H है तो आइए अब संभावनाओं पर फैसला करना शुरू करें तो जाहिर है जिन 2 उत्पादों में क्लोराइड एल्काइल क्लोराइड होता है उन्हें हटाया जा सकता है क्योंकि यहां आप कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं जोड़ रहे हैं इसलिए यदि आप एक न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हैं तो यह संभव है कि यह रिएक्शन करेगा और आपको उत्पाद देगा लेकिन चूंकि आप न्यूक्लियोफाइल नहीं जोड़ रहे हैं इसलिए इसको विस्थापित करने के लिए reaction system में पर्याप्त न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो यह 2 और 3 के बीच का विकल्प है तो इसे संबोधित करने के लिए हम इसे दो तरीकों से कर सकते हैं एक यह है कि आप इसे R या S के रूप में निर्दिष्ट करें और फिर उत्पाद को देखें यह करने का एक तरीका है मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी यह कोशिश करें मैं अभी यहां ऐसा नहीं कर रहा हूं लेकिन आप वापस जा सकते हैं और इस अणु के लिए स्टिरियोकेमिस्ट्री निरपेक्ष स्टीरियॉकेमिस्ट्री असाइन कर सकते हैं और फिर उत्पाद के साथ तुलना कर सकते हैं हमें एक धारणा यह बनाने की आवश्यकता है कि इस OH के लिए relative preference उत्पाद के समान होनी चाहिए I चूँकि आपका कार्बन या तो OH या OTs के लिए बाध्य है परमाणु ऑक्सीजन को किसी भी तरह से उच्च वरीयता मिलेगी और इसलिए हम मानेंगे कि यह और यह आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक ही पूर्ण असाइनमेंट देंगे इसलिए यह ध्यान में रखते हुए कि चूंकि OH दाईं ओर है सही उत्तर II होना चाहिए अब आइए इसका उत्तर देखें और यह वास्तव में II है अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी वापस जाएँ और इस कार्बन के लिए पूर्ण स्टिरियोकेमिस्ट्री असाइन करें और पता करें कि उत्तर सही है या नहीं अब अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल सबसे तेज दर के साथ निर्जलीकरण करता है तो अब बहुत से अल्कोहल दिए गए हैं अब निर्जलीकरण रिएक्शन क्या है निर्जलीकरण रिएक्शन एक ऐसी स्थिति है जहां आपको पानी की हानि होती है तो पानी का नुकसान या निर्जलीकरण एक रिएक्शन है जो आपको एक ओलेफिन देगा इसलिए हम जिस सामान्य रिएक्शन को देखेंगे वह है R मान लीजिए CH3 OH और यह आपको उदाहरण के लिए R देने जा रहा है यह आपको अन्य उत्पाद भी दे सकता है अब यदि आप तंत्र को निम्न तरीके देखते हैं तो आपके पास RCH3OH है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में निर्जलीकरण एसिड में होगा तो आपके पास H है और यह H मजबूत एसिड होने के नाते अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा I तो आप R OH2 CH3 के साथ समाप्त करेंगे और बाद में यह आपको पानी खोकर कार्बोकैटायन देगाI और यह कार्बोकैटायन अब कई काम कर सकता है और जब से हम रिएक्शन के रूप में निर्जलीकरण को देख रहे हैं तो यह मानना होगा कि यह एलिमिनेट करके आपको ओलेफिन दे रहा है या यदि R के ऊपर कुछ कार्यात्मक समूह भी हैं मेरा मतलब है कुछ अल्काईल समूह तो यह एलिमिनेट होकर आपको अधिक प्रतिस्थापित डबल बॉन्ड दे सकता है अब इस रिएक्शन के kinetics को देखते हुए यह काफी संभावना है कि पहला कदम वास्तव में संतुलन में है इसका मतलब है कि आपके पास एक अल्कोहल है जो H की उपस्थिति में प्रोटोनेट हो सकता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिसोसिएट होकर आपको वापस अल्कोहल दे सकता है इसलिए यह काफी संभावना है कि यह संतुलन में हो इसलिए इसके दर निर्धारित करने वाला कदम होने की संभावना नहीं है I दूसरा कदम जिसमें आप पानी खोकर कार्बोकैटायन बनाते हैं यह कदम एक उच्च ऊर्जा वाला कदम है क्योंकि कार्बोकैटायन सामान्य रूप से प्रोटोनेटेड एल्कोहल की अपेक्षा कम स्थिर होते हैं I इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि यह rate determining step होगा अब पीछे जाते हैं और यहां दिखाए जाने वाले विभिन्न शुरुआती यौगिकों को देखते हैं और हम विभिन्न तरह के बने हुए कार्बोकैटायन के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने का एक सरल अभ्यास करेंगे I इसलिए चूंकि यह एक अत्यधिक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एक अस्थिर कार्बोकैटायन प्राप्त करने जा रहे हैं यह संभव है या यह हैमोंड के अनुमान Hammond's postulate के आधार पर संभव है कि ट्रांजिशन स्टेट उत्पाद के समान होगा इसलिए यह आपका कार्बोकैटायन है और यहां OH2 है और यह ऊर्जा है यह रिएक्शन कोऑर्डिनेट है इसलिए चूंकि यह एक अत्यधिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ट्रांजिशन स्टेट उत्पाद के समान होगा इसलिए यदि हम इस स्थिति में Hammond's postulate को लागू करते हैं तो कार्बोकैटायन या उत्पाद की स्थिरता ट्रांजिशन स्टेट को स्थिर या अस्थिर करने में भूमिका निभाएगी इसलिए यदि हम इस तर्क का पालन करते हैं तो एक अधिक स्थिर कार्बोकैटायन में एक अधिक स्थिर ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए और इसलिए अधिक स्थिर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कम ऊर्जा होगी जिसका अर्थ है कि यह तेज होने वाला है इसलिए मैं दोहराऊंगा कि अधिक स्थिर कार्बोकैटायन का उसपर एक स्थिर प्रभाव होने वाला है और उस स्थिरीकरण प्रभाव को ट्रांजिशन स्टेट में महसूस किया जा सकता है और इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में किसी भी स्थिरीकरण प्रभाव से ऊर्जा अवरोध कम हो जाएगा जिसका अर्थ है एक तेज दर इसलिए यहां हमारा काम यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है इसलिए इनमें से प्रत्येक को प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी के रूप में वर्गीकृत करें तो यह नंबर I आपको एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन देने जा रहा है विकल्प संख्या II आपको टर्शरी कार्बोकैटायन देने जा रहा है विकल्प संख्या III आपको फिर से एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन देने जा रहा है यह संख्या IV आपको एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन देने जा रहा है और नंबर V आपको एक प्राइमरी कार्बोकैटायन देने जा रहा है इसलिए हम अपने पिछले अनुभव से जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं जो प्राइमरी से अधिक स्थिर होते हैं इसलिए अगर हम इस तर्क का पालन करते हैं तो यह संभावना है कि टर्शरी कार्बोकैटायन का निर्माण करने वाला यौगिक या अल्कोहल इन परिस्थितियों में तेजी से रिएक्शन करेगा तो इसका सही उत्तर विकल्प II होगा जो टर्शरी कार्बोकैटायन बनाता है चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं तो यहाँ आपके पास PBr3और pyridine के साथ एक अल्कोहल की रिएक्शन है और अगला चरण सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन है और सवाल यह है कि क्या उत्पाद है जो बनता है फिर से इस प्रश्न के 2 भाग हैं सबसे पहले रिएक्शनशील समूहों की पहचान करना है और संभावित रिएक्शनओं की पहचान करना है और इसका भाग 2 स्टीरियोकैमिस्ट्री पहचानना या उस पर काम करना होगा तो अब पहले भाग पर नजर डालते हैं जो PBr3 की रिएक्शन है हम पहले से ही जानते हैं कि PBr3 की रिएक्शन अल्कोहल पर हो सकती है और परिणामस्वरूप ब्रोमाइड का निर्माण हो सकता है तो आइए PBr3 की उपस्थिति में R OH की रिएक्शन पर ध्यान दें जो आपको R Br देने वाला है हम stereochemistry को बहुत जल्द देखेंगे अब जब यह सोडियम एज़ाइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको R N3 मिलने वाला है इसलिए पहली चीज जो हमें करने की आवश्यकता है वह यह पहचानना है कि रिएक्शन क्या है और संभावित उत्पाद क्या हैं तो 1 और 2 इन 2 चरणों में हम उत्पाद के रूप में azide के साथ समाप्त करेंगे तो बस इसी के आधार पर हम इन संभावनाओं में से कुछ को समाप्त कर सकते हैं जोकि यह रिएक्शन की संभावना नहीं है कि क्या आप ब्रोमो एज़ाइड प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप केवल एज़ाइड प्राप्त करने जा रहे हैं और यह भी संभावना नहीं है कि आपको अकेले bromide दे रहा है क्योंकि आप सोडियम एज़ाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इसलिए हमारे पास I और II के बीच विकल्प है I इसलिए अब अगर हमें यह देखना है कि यहां क्या होने वाला है तो आइए हम कहते हैं कि हमारे पास शुरुआती सामग्री है हमारे पास यह अल्कोहल है और मैं इस अल्कोहल को फिर से ड्रा करने जा रहा हूं और देखते हैं कि यह किस तरह का ब्रोमाइड देगा तो अगर आप इस अल्कोहल को फिर से ड्रा करते हैं तो यह CH3 यहाँ पर है इसलिए अगर मुझे पूर्ण स्टीरियॉकेमिस्ट्री असाइन करनी है तो मुझे यह नंबर 1 मिलेगा यह नंबर 2 है यह नंबर 3 है इसलिए यह मुझे R देगा I अब अगर यह PBr3 के साथ रिएक्शन करता है तो मुझे पता है कि यह स्टीरियोकैमिस्ट्री का इंवर्जन कर देगा इसलिए मैं बस बनने वाले एक अणु का इंवर्जन कर रहा हूं और मान लीजिए कि यह पीछे की ओर से रिएक्शन करता है मैं इस भाग को स्थिर रखने जा रहा हूं और Br मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं H मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ और CH3 यहाँ पर है अब वापस जाकर स्टीरियोकैमिस्ट्री असाइन करते हैं तो यह 1 2 3 है इसे लिखते हैं यह प्राथमिकता नंबर 1 प्राथमिकता नंबर 2 प्राथमिकता नंबर 3 है इसलिए यह इस दिशा में जा रहा है इसलिए यह S है तो स्टीरियोकैमिस्ट्री में यह first inversion का परिणाम है अब हमें सोडियम एज़ाइड के साथ दूसरी रिएक्शन के बारे में सोचने की ज़रूरत है और जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम एज़ाइड बैक साइड अटैक करने वाला है और इसका परिणाम second inversion होने वाला है तो आपको एक ऐसी ही स्थिति वापस N3 CH3 H के साथ मिलेगी तो अब अगर मैं absolute stereochemistry को असाइन करता हूं तो यह 1 2 3 है हाइड्रोजन अंदर जा रहा है इसलिए यह घड़ी की दिशा में है तो यह मुझे R देगा तो इसलिए यह एक double inversion रिएक्शन का एक उदाहरण है तो इसलिए मैं यौगिक उत्पाद 1 के साथ समाप्त करता हूं जिसमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के समान है अब अगले प्रश्न पर चलते हैं तो यहाँ यह ईथर की HI के साथ रिएक्शन है और HI एक अम्ल है और यह आपको कुछ उत्पाद देने जा रहा है तो आइए इस रिएक्शन के तंत्र को देखें यदि आपके पास एक ईथर है तो ईथर में 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं जो H के साथ रिएक्शन करने जा रहा है और यह आपको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल देने वाला है इसलिए अब हम विशेषज्ञ हैं कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आपके पास R प्राइम है तो यह प्रोटोनेट होकर आपको OH देता है तो अब इस अणु में आप एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बना रहे हैं तो यह संभव है कि चूंकि आपके पास मिश्रण में आयोडाइड है इसलिए आयोडाइड यहां आकर अटैक कर सकता है और इस अल्कोहल को बाहर निकाल सकता है तो R I प्लस ROH उत्पाद हैं तो यहाँ आपके पास अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड देने के लिए ईथर की एक दरार है तो आपके पास यहाँ पर यह ईथर है और यह ईथर प्रोटोनेट होने जा रहा है तो OH का प्रोटोनेटेड रूप ड्रा करते हैं और यहां पर एक सकारात्मक चार्ज है और अब आयोडाइड द्वारा हमले के लिए सिद्धांत रूप में दो विकल्प हैं तो आयोडाइड यहां से attack कर सकता है यह एक संभावना है और यह उस बॉन्ड को तोड़ देगा अन्यथा यह इस कार्बन पर यहां से अटैक कर सकता है I जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं की बगैर किसी मजबूत इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के एरोमेटिक रिंग या सिर्फ एक फिनोल रिंग पर अटैक करना संभव नहीं है और इसलिए दूसरी संभावना से इंकार किया जा सकता है तो इसलिए पहली संभावना अधिक है जो इस CH2 पर अटैक है I तो अब मैं इसे मिटा देता हूं और वास्तव में वही ड्रॉ करेंगे जो हम सोचते हैं कि सही है तो आपके पास OH है प्लस चार्ज है आयोडाइड यहां अटैक करता है और इसे बाहर निकालता है तो अंत में इस तरफ आपके पास OH के साथ बेंजीन रिंग है और आयोडाइड के साथ बेंजीन रिंग दाएं तरफ है I तो यह सही उत्तर है अब यहां पर सही उत्तर पर नजर डालते हैं जो पसंद नंबर I है अब अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ आपके पास एक एपॉक्साइड ओपनिंग का उदाहरण है तो यहाँ सवाल यह है कि इस रिएक्शन का प्रमुख उत्पाद क्या है तो यहाँ आप एक इपॉक्साइड खोल रहे हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि मैं इसे ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो आपके पास 2 मिथाइल समूहों के साथ एक एपॉक्साइड है और यह मेथनॉल और dilute HCl के संपर्क में है I तो आपके पास मेथनॉल CH3OH और dilute HCl है तो dilute HCl को फिर से एक ऐसी भूमिकाओं में शामिल करें जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि यह एक प्रोटॉन का उत्पादन करने वाला है और इसलिए प्रोटॉन एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करने जा रहा है और आपको दो मिथाइल समूहों के साथ OH यहां पर देगा और अब आप शायद मेथनॉल में इस रिएक्शन को करने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा मेथनॉल मौजूद हैं और इसलिए मेथनॉल को एपॉक्साइड पर अटैक करना होगा और उसे खोलना होगा लेकिन इससे पहले यह काफी संभावना है कि यदि आप निम्न तरीके से ब्रेक करते हैं तो आप OH और एक कार्बोकैटायन के साथ समाप्त होंगे और यदि आप इसे दूसरी तरफ से खोलते हैं तो आप टर्शरी अल्कोहल के साथ समाप्त होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अम्लीय परिस्थितियों में एक उच्च संभावना है कि एक कार्बोकैटायन का गठन किया जा सकता है इसलिए जब हम इस उत्तर को देख रहे हों तो इन बातों को ध्यान में रखें इसलिए हम पहले ही कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि अम्लीय परिस्थितियों में एपॉक्साइड खुलने से कार्बन पर हमले की संभावना बढ़ जाती है जो कि incipient कार्बोकैटायन को stable बना सकता है इसलिए यह संभावना अधिक है कि न्यूक्लियोफाइल द्वारा अटैक इस कार्बन पर होगा इसलिए यदि हम उस तर्क को आगे बढ़ाते हैं तो आप OH OCH3 के साथ समाप्त करेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रोटोनेटेड मेथनॉल के साथ समाप्त करेंगे जो आपको इस उत्पाद को देने के लिए एक प्रोटॉन खोने जा रहा है इसलिए मैं यह अनुमान लगाऊंगा कि यह उत्पाद बनने वाला है अब अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं जहाँ आपके पास एक समान एपॉक्साइड है सिवाय इसके कि यह बुनियादी परिस्थितियों में है आपके पास सोडियम मेथॉक्साइड और मेथनॉल है और इसलिए सोडियम मेथॉक्साइड और मेथनॉल स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पास काफी मजबूत base मौजूद है और इसलिए यहाँ तर्क यह है कि इपॉक्साइड के खुलने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो SN2 के पक्ष में हो तो आपके पास OCH3 है जो न्यूक्लियोफाइल है और इसलिए इसके दो विकल्प हैं यह इस कार्बन से अटैक करता है या यह इस कार्बन पर अटैक कर सकता है इसलिए यदि आप पसंद नंबर 1 बनाम पसंद नंबर 2 को देखते हैं तो प्राइमरी कार्बन पर अटैक की संभावना टर्शरी कार्बन पर अटैक की संभावना से अधिक है I इसलिए मैं पहली स्थिति को पसंद करूंगा जहां अटैक इस कार्बन पर होता है जैसा कि यहां दिखाया गया है इसलिए यह वह है जो रिएक्शन करने वाला है और आपको जो उत्पाद मिलने वाला है वह OH OCH3 होगा फिर से इस प्रक्रिया से भ्रमित न हों आपको जो याद रखने की आवश्यकता है वह यह है कि अम्लीय परिस्थितियों में एपॉक्साइड का प्रोटोनेशन होने वाला है इपॉक्साइड का प्रोटोनेशन एक बहुत तेज़ संतुलन प्रक्रिया है और इसलिए एक बार जब आप इपॉक्साइड का प्रोटोनेशन करते हैं तो आप एक कार्बोकैटायन उत्पन्न करने जा रहे हैंऔर इसलिए अधिक स्थिर कार्बोकैटायन वाले कार्बन की संभावना अधिक होती है base mediated ring opening में कोई कार्बोकैटायन का गठन नहीं होता है तो फिर तर्क यह होगा कि अटैक उस कार्बन पर होगा जिसमें स्टेरिक हिंद्रांस कम है I इसलिए इसे SN2 रिएक्शन की तरह ही ध्यान में रखें और इसलिए इसका उत्तर होगा जो यहां दिखाया जाएगा अब अगला प्रश्न हमें यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या ये अणु aromatic non aromatic या anti aromatic हैं हमने पहले ही इसे कक्षा में देखा है इसलिए हमारे पास 4n 2 नियम है तो मुझे केवल लिखना है n बराबर 0 4 00 I तो उत्तर 2 होगा n बराबर 1 4 प्लस 2 6 होगा n बराबर 2 4n बराबर 8 होगा 8 प्लस 2 10 होगा I तो n 3 के बराबर है हम इसे लिखेंगे यह n 3 के बराबर है 4 3 में 12 है 12 प्लस 2 14 है इसलिए यह नियम हमें बताता है कि pi इलेक्ट्रॉनों की किसी भी चक्रीय प्रणाली में यदि इस प्रकार की संख्याएँ हैं तो यह aromatic होगा और इसे एक plane में रखना होगा तो इसलिए pi इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय प्रणाली को planar होना चाहिए इसलिए इन criteria का उपयोग करते हुए अब इन प्रश्नों के साथ क्या होता है इस पर ध्यान दें तो यहां पहले एक यौगिक संख्या I में 2 2 हैं और इनमें से एक लोन पेयर pi इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रणाली में शामिल हो सकते हैं तो आपके पास 4n 2 है जो 6 है दूसरे मामले में मूल रूप से यह 2 2 2 फिर से 6 है यहाँ आपके पास 2 4 6 है जो 2 2 2 है और कार्बोकैटायन एक खाली p ऑर्बिटल है तो इसलिए यह एक चक्रीय प्रणाली है यह प्लैनर है और यह pi इलेक्ट्रॉनों का है और इसलिए यह 6 इलेक्ट्रॉन होंगे I यहाँ आपके पास 2 2 2 2 2 है लेकिन 2 4 6 8 10 है इसलिए हमारे पास 10 इलेक्ट्रान हैं हालाँकि क्योंकि ये 2 हाइड्रोजेन एक दूसरे के बहुत करीब हैं इसलिए यह अणु प्लेन से बाहर चला जाता है इसलिए यह प्लेनर नहीं है तो इसलिए यह non aromatic होगा तो ये 3 अणु सभी 3 aromaticiry के मानदंड को पूरा करते हैं और इसलिए वे सभी aromatic होंगे अब यौगिकों के अगले बैच को देखें तो यहाँ आपके पास 2 और 2 है जो 4 इलेक्ट्रॉनों है और यहाँ पर आपके पास 2 प्लस 2 है जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये दोनों प्लानर है अब यहाँ आकर ये 2 हाइड्रोजेन हैं तो pi इलेक्ट्रॉन की चक्रीय प्रणाली के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो इसलिए यह non aromatic है और अंत में यहां आपके पास 2 4 और 6 हैं इसलिए आपके पास 2 2 2 हैं और pyridine का लोन पेयर वास्तव में pi इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रणाली में ऑर्थोगोनल या लंबवत है इसलिए यह भाग नहीं लेता है और यह भी 6 इलेक्ट्रॉनों के रूप में होगा तो इस अणु के आसान 6 के मामले में यह aromatic होगा अब इन दोनों पर आते हैं जो हम जानते हैं वह यह है कि जब आपके पास 4 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अणु anti aromatic हो जाता है तो इसलिए ये दोनों anti aromatic होंगे ठीक है इसलिए जब आप इस प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप pi इलेक्ट्रॉनों की प्रणाली को सही ढंग से गिनते हैं और दूसरी बात यह सुनिश्चित करना है कि वे वास्तव में planar हैं यदि वे planar नहीं हैं तो अणु का aromatic होना संभव नहीं है अब अंतिम प्रश्न पर नजर डालते हैं तो यहां एक अल्कोहल है जिसकी HBr के साथ हीटिंग कंडीशन में रिएक्शन की जाती है हम जानते हैं कि जब आपके पास एक एसिड होता है और आपके पास एक अल्कोहल होता है तो यह काफी संभावना है कि अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएगा तो आपके पास R OH2 होगा जो जो पानी को खोकर आपको कार्बोकैटायन देता है I तो हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पास इस तरह के कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और हम पहले से ही जानते हैं कि मिथाइल समूह की शिफ्ट अत्यधिक होने की संभावना है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप टर्शरी कार्बोकैटायन बनने जा रहा है और अगर अब यह प्रमुख कार्बोकैटायन है जो बनता है अगर Br मौजूद हैतो Br अटैक कर सकता है और आपको अंतिम उत्पाद दे सकता है जो यह होगा तो सही उत्तर यह अणु होगा जो अणु III है I तो इसके साथ ही हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं तो जैसा कि हमने चर्चा की कि यह अंतिम ट्यूटोरियल है इसलिए मुझे आशा है कि आपने इस कोर्स को करने में आनंद लिया होगा और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया पोर्टल पर पूछें और हमें उत्तर देने में खुशी होगी और हमारे पास एक और लाइव सत्र है जो इसके ठीक बाद आ रहा है जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग इसमें भाग लेंगे और कृपया उसके लिए अपने प्रश्न भेजें धन्यवाद अलविदा